यह दृश्य साक्षरता है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं हम कई अलग अलग तरीकों से साक्षर हैं हम पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं लेकिन दृश्य साधनों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना भी एक अन्य प्रकार की साक्षरता है जिसके बारे में हम सभी बहुत सहज नहीं हैं ऐसे कारण हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें एक सामान्य अंतर्ज्ञान पर निर्भर होने की जरूरत है या पूरी तरह से दृश्य के माध्यम से संवाद करने के लिए एक सामान्य विश्व दृष्टि कोण पर निर्भर होना चाहिए और कोई विशेष प्रतीक उपलब्ध नहीं है किसी खास चीज को खास तरीके से सिखाने के लिए कोई नहीं है वहां मैं कोई निश्चित भाषा है या लोगों को अपने विचारों को संवाद स्थापित करने के अलग तरीके हैं इसलिए इस तरह हमें केवल बुनियादी पर जाना चाहिए और इन सभी समस्याओं को धीरे से समझाना और सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए

अब बच्चों के रूप में हम सब कामचोर और दीवार पर घसीटना फर्श पर या किसी भी सतह पर यह शायद हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति है कि विभिन्न सतहों पर घसीटते रहें लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें एक विशेष क्रम में बताया और उन्मुख किया जाता है वे घसीटते हुए वे निर्दोष और सरल डूडल धीरे धीरे गठन के एक बिट में उन्मुख होते हैं इसलिए हम अलग अलग काम करके सीखते हैं हम सीखते हैं कि कैसे एक खड़ी रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक स्लीपी लाइन शायद एक आधा चक्र एक पूर्ण चक्र और निश्चित रूप से तिरछा लाइनें उन्हें इकाइयों के रूप में उपयोग करने के लिए और धीरे धीरे हम सीखते हैं वाक्य कैसे बनाएं कैसे शुरू करने के लिए शब्द बनाते हैं तो एक तिरछा लाइन एक अलग क्रम से एक और तिरछा लाइन और एक क्षैतिज रेखा एक कर सकते हैं स्टैंडिंग लाइन या एक वर्टिकल लाइन और दो हाफ सर्कल बी बना सकते हैं और एक अलग दिशा में आधा सर्कल सी बना सकता है और इस तरह हम अपनी सीखने की प्रक्रिया में और आगे बढ़ सकते हैं तो वहाँ हमेशा किसी बड़े होता है जो हमें लेखन में उन्मुख करने का कार्य करता है हमें लिखावट सिखाई जाती है हम यह भी जानते हैं कि आपने सीखने में सूत्र डाला इसलिए इन तरीके से हम अपने अनुभव को सूत्र में परिवर्तित करते हैं अब इस बिंदु पर यह उस तरह से अधिक है हम डूडल करना भूल जाते हैं हम में से कई हम भूल जाते हैं और हम अब डूडलिंग की तरह महसूस नहीं करते हैं यह हमारे लिए अर्थहीन हाथापाई के रूप में आता है जबकि लेखन हमारे गठन में और अधिक निरर्थक हो जाता है जैसे अगर हम सिर्फ ए बी सी डालते हैं इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन यदि आप पी ओ टी लिखते हैं तो यह निश्चित रूप से हमें कुछ अर्थ देता है और हम उससे खुश हैं अब बेशक यह और अधिक कायल हो जाता है यह भी एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में काम करता है लेकिन हम में से कई हम भी दोनों के साथ जारी है हम परिमार्जन करते हैं हम काम करते हैं हम उसे चित्रों के साथ पेश करते हैं हम प्रकृति से भी अध्ययन करते हैं हम प्रकृति की नकल करने की कोशिश करते हैं और हम लेखन के साथ साथ अपने पूरे जीवन में विभिन्न जटिल रूपों और संरचनाओं के साथ आते हैं ऐसे लोग भी हैं जो उन्मुख नहीं होते हैं वे भी नहीं लिख सकते हैं लेकिन वे विशेष मामले हैं लेकिन ऐसे लोग हैं जो केवल सूत्र के साथ सहज नहीं हैं और वे केवल अनुभव पर निर्भर रहना चाहते हैं इसलिए व्यावहारिक जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन हमारे विचारों को व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं यह पक्का है तो हम किसे नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में मानें वह व्यक्ति जो नेत्रहीन सोच सकता है तो आपके पास एक पॉट का एक विचार हो सकता है और आप तीन अक्षर शब्द P O T की तरह लिखते हैं आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं और यह आपको एक पॉट का विचार देता है यह अभिव्यक्ति का एक तरीका है आप एक पॉट की भी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि दूसरा पॉट जो एक लिखित पॉट है यह एक सामान्य विचार है यह वास्तव में आपको किसी विशेष आकार के बारे में कुछ नहीं बताता है तो आपके दिमाग में एक बर्तन हो सकता है जो किसी भी अन्य बर्तन से अलग दिखता है तो यह आपकी कल्पना में आपके दिमाग में है और नेत्रहीन साक्षर व्यक्ति उसे किसी अन्य व्यक्ति की तरह दिखना चाहिए जैसे कि वह वास्तव में एक विशेष विशेषता के साथ नहीं बना है लेकिन निश्चित रूप से विशेष प्रतिभा के साथ तो वह एक व्यक्ति है मुझे सिर्फ इस व्यक्ति को एक नेत्रहीन साक्षर व्यक्ति के रूप में मानना है और वह जानता है कि कैसे कल्पना करना है कैसे विचार करना है तो यह कुछ ऐसा है जो उसकी कल्पना में है और उसके हाथ में एक ब्रश दिया गया है वह एक समान प्रकार की छवि भी बना सकता है इसलिए उसके दिमाग में जो कुछ भी है या उसने जो कुछ भी सोचा है या कल्पना की है वह कागज या कैनवस या किसी भी सतह पर उत्पादन करने में सक्षम है तो यह उसे एक नेत्रहीन साक्षर बनाता है वह लिख सकता है वह चित्र भी बना सकता है अब यह सब दृश्य साक्षरता के बारे में है और हमें अपने विचारों को अधिक सरल बनाने के लिए उस दृश्य साक्षरता की आवश्यकता है हम इसे कई अलग अलग पहलुओं के लिए उपयोग करते हैं जहां भाषा संचार के लिए पर्याप्त नहीं है हम दिलचस्प और नई छवियों के बारे में सोच सकते हैं हमारे पास एक फॉर्म नहीं है और हम नए फॉर्म के साथ आने वाले पहले व्यक्ति हैं तो यह उपयोगी है और दृश्य संदर्भ संचार को कई अलग अलग तरीकों से सुविधाजनक बनाता है और हम दृश्य छवि के माध्यम से कुछ विचार व्यक्त करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि यह हमारे उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है तो कुछ लोग या शायद कलाकार ग्राफिक कलाकार डिजाइनर उन्हें लगता है कि हमारे विचारों पर चर्चा करने या उन्हें व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका है तो यह सिर्फ उस रास्ते पर जाता है अब जैसा कि हम दृश्य संचार में सूत्र और अनुभव के बारे में बात करते हैं या दृश्य विचारों को व्यक्त करते हैं यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे बनाते हैं और प्रकृति से कैसे अनुभव करते हैं अब शायद हम जानवरों से परिचित हैं अगर कोई हमें जानवर बनाने के लिए कहता है तो हम लिख नहीं सकते अब सवाल यह है कि यह क्या है आपके पास देने के लिए कुछ उदाहरण हैं कुछ दृश्य उदाहरण हैं तो आप जल्दी से एक ऐसा आंकड़ा बना सकते हैं जो इंसान की तरह नहीं दिखता है लेकिन यह एक बहुत ही सरलीकृत चीज है क्या इस तरह की एक छवि है जो इस श्रेणी में आती है तो यह मानव आकृति या पक्षी नहीं है यह एक जानवर है लेकिन अगर हम किसी विशेष जानवर के बारे में बात करते हैं तो हमें एक गधा कहना चाहिए और आपको किसी को यह समझने की ज़रूरत है कि यह एक गधा है और यह कोई और जानवर नहीं है बल्कि गधा है अब आप एक ही फॉर्मूले से जा सकते हैं और यहां एक गधा बना सकते हैं लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि गधा गधे की तरह दिखाई देगा अब हम विशेष सूत्र के लिए जाते हैं क्योंकि अनुभव से हम सटीक रूप से अवलोकन नहीं कर सकते हैं तो उस तरह से शायद हमें अपने जीवन के किसी समय में सिखाया जाता है गधा एक घोड़े की तुलना में अधिक बेलनाकार और बौना है तो गधे में जैसा गधा बनाने का फार्मूला होता है वैसे ही आपके यहाँ एक सिलेंडर होता है आप यहाँ दूसरा सिलेंडर बनाते हैं आप यहाँ एक चेहरा बनाते हैं आपके पास अलग अलग कान होते हैं और इससे आपको गधे का एक संतोषजनक आकार मिलता है आप इसे बहुत आत्मविश्वास के साथ करते हैं तो यह अभी भी एक गधे की तरह नहीं दिखता है तो यह एक सिलेंडर नहीं है और आप जानते हैं कि निश्चित बिंदु के बाद सिलेंडर को नक्काशी करना पड़ता है तो यह गधा बनाने का हमारा तरीका है और आप इससे खुश हैं क्योंकि आप जानते हैं कि यह विशेष रूप गधे की तरह दिखता है और यह आपको एक औपचारिक आकार भी देता है तो आप आसानी से कुछ भागों को मिटा सकते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है और कोई भी यह नहीं बता सकता है कि आपने इसके लिए ब्लॉक का उपयोग किया है अब यह है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं हम सीखते हैं और हम अपने सीखने को आसान बनाते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी समझ से ली गई हैं यह केवल अवलोकन नहीं है बल्कि यह समझ जो इसके लिए काम आती है और हमारे पास इसके कई सूत्र हैं उदाहरण के लिए यदि आप किसी को पक्षी बनाने के लिए कहते हैं और आप इस तरह की आकृति बनाते हैं यह दो आयामी लग सकता है और यह सिर्फ एक पक्षी की तरह लग सकता है लेकिन एक बहुत ही सजावटी और बहुत ही साधारण पक्षी है जबकि यदि आप किसी को बताते हैं कि वे समोच्च पर काम करने के लिए विश्वास में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन मूल प्रारूप को देखते हुए पक्षी बनाना बहुत आसान है तो आपके पास वहां एक समर्थन है और पक्षी बना है एक बार जब आपको यह फॉर्मूला सिखाया जाता है तो आपको कुछ और करने का मन नहीं कर सकता है यह इतना आरामदायक और सुविधाजनक है कि आप पक्षियों को एक विशेष तरीके से बनाते रहते हैं और हर बार आप इसे पक्षी के रूप में और इसे गधे के रूप में आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं तो सभी गधे इस तरह दिखेंगे और सभी पक्षी आपकी समझ में इस तरह दिखेंगे तो यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि हम दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में क्या चाहते हैं तो एक दृश्य साक्षर नेत्रहीन अनपढ़ व्यक्ति हमेशा प्रतीकों और सूत्रों से नहीं जाता है उनके पास समझ की एक विस्तृत श्रृंखला है उनके पास प्रकृति में उनके सामने उदाहरण की एक विस्तृत श्रृंखला है और वे इसके साथ जाते हैं इसलिए एक नेत्रहीन व्यक्ति जब वह कई अलग अलग तरीकों से रूपों का पता लगाने का फैसला करता है और वह हर रोज नए फार्मूले बनाकर चीजों का निर्माण करता है और उसका अनुसरण करता है तो वह कुछ पहचान बनाता है और इसी तरह हम कला में उतरते हैं और अगले व्याख्यान में हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कला क्या है और कला कला क्या बनाती है अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके क्या हैं हम अपनी शैली कैसे विकसित कर सकते हैं हम कैसे अनुसरण नहीं करते हैं अन्य लोग हमारे स्वयं के सूत्र बनाते हैं और व्यक्तिवादी तरीके से चलते हैं जैसा कि आधुनिक कलाकार करते हैं